रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इसलिए जहां स्रोत या गंतव्य सीपीयू रजिस्टरों में से एक है उदाहरण MOV R0 A जहाँ R0 को A की सामग्री मिलती है MOV AR7 A को R7 की सामग्री मिलती है तो जैसे हम CPU रजिस्टर के रूप में स्रोत या गंतव्य में से एक बना सकते हैं जैसे यह निर्देश MOV DPTR 25F5H इसलिए DPTR जोड़ी को यह मान मिलेगा तो DPH को 25 और DPL को एफ 5 मिलेगा या हमारे पास यह व्यक्तिगत रजिस्टर DPL DPH तक पहुंच सकता है तो MOV R5DPL इसलिए DPL की सामग्री R5 पर आ जाएगी तो यहाँ एक संख्या होनी चाहिए जैसे R5 R4 या R3 कुछ ऐसा कहते हैं फिर हमारे पास MOV रजिस्टर DPH है तो उस रजिस्टर को DPH रजिस्टर का मूल्य मिलेगा हमारे पास MOV R4 R7 जैसे निर्देश नहीं हो सकते इसलिए यदि आप वास्तव में वर्तमान रजिस्टर 7 की सामग्री को रजिस्टर 4 में ले जाना चाहते हैं तो आपको संबंधित मेमोरी एड्रेस देना होगा तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि MOV 47 तो अनिवार्य रूप से क्या होगा स्मृति स्थान 4 को स्मृति स्थान 7 की सामग्री मिलेगी और यह मानते हुए कि आपके मेमोरी स्थान वर्तमान रजिस्टर बैंक 0 हैं तब यह रजिस्टर 7 की सामग्री को रजिस्टर 4 में स्थानांतरित कर देगा यदि आप कुछ अन्य बैंकों का उपयोग कर रहे हैं तो उचित रूप से हमें इन दो मेमोरी लोकेशन पतों की गणना करनी होगी और फिर हमें उन मूल्यों को रखना होगा तो इस तरह हम रजिस्टरों के बीच सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए इस पते का उपयोग कर सकते हैं डायरेक्ट मोड हम 8 बिट पते द्वारा डेटा निर्दिष्ट करते हैं तो आमतौर पर पते 30h से 7Fh की सीमा में होते हैं इसलिए हम MOV A 70h की तरह लिख सकते हैं इसलिए मेमोरी लोकेशन 70h की सामग्री को A रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो यह है कि 30 से 7F मेमोरी रेंज जो मैं बात कर रहा था इसलिए direct मोड में हम उनका उपयोग कर सकते हैं फिर MOV R040h स्मृति स्थान की सामग्री को 40h से R0 तक ले जाएगा तो इस तरह से हम यह काम कर सकते हैं इसलिए यदि हम MOV 0D0h A लिखते हैं 0D0h PSW रजिस्टर होना होता है इस रजिस्टर PSW के लिए यह विशेष फ़ंक्शन पता 0D0h है तो अक्सुमुलेटर की सामग्री वहां जाएगी इसलिए हम A की सामग्री को PSW रजिस्टर में डालते हैं फिर हम R0 से R7 तक खेल सकते हैं तो फिर हमें डायरेक्ट मोड मिल गया है इसलिए direct मोड में हमारे पास ये निर्देश MOV A 4 हो सकते हैं इसलिए रजिस्टर पता लिखने के बजाय आप MOV A R4 जैसे लिख रहे हैं तब हमारे पास यह MOV 72 हो सकता है जो MOV R7R6 के बराबर है तब MOV A7 इसलिए यह सही है लेकिन यह हम नहीं लिख सकते हैं MOV AR7 इसकी अनुमति नहीं है MOV R2 5 इसलिए R2 में 5 डालें और MOV R25 यह RAM की सामग्री को R2 में रखेगा इसलिए यह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि इस MOV A R7 की अनुमति नहीं है इसलिए R7 का उपयोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में नहीं किया जा सकता है आप इस रजिस्टर का उपयोग indirect मोड में कर सकते हैं जिसमें स्रोत या गंतव्य का पता रजिस्टर में निर्दिष्ट किया गया है तो आप MOV PSW0 की तरह कह सकते हैं कि सेट रजिस्टर बैंक 0 का उपयोग करते हैं और फिर हम बता रहे हैं कि MOV R00x3C इसलिए R0 को इस 3C का मूल्य मिलता है और फिर MOV R03 हम मान 3 डाल रहे हैं तो क्या होगा कि चूंकि R0 यह मान 3C है तो इस 3C का उपयोग मेमोरी एड्रेस के रूप में किया जाएगा और फिर इस मेमोरी एड्रेस को वह सामग्री मिल जाएगी जिसका हमने यहां उल्लेख किया था इसलिए जब हम इस निर्देश को निष्पादित करते हैं MOV R03 तो मेमोरी लोकेशन 3C को मान 3 मिलेगा तो इस प्रयोजन के लिए केवल रजिस्टरों R0 और R1 का उपयोग किया जा सकता है इसलिए आप MOV R23 जैसे किसी अन्य रजिस्टर का उपयोग नहीं कर सकते तो यह संभव नहीं है हमें सावधान रहना होगा कि R0 और R1 को उचित मूल्यों के साथ आरंभीकृत किया गया है इसलिए इस मामले में जब हम ऐसा करते हैं हम R0 सेट कर रहे हैं सबसे पहले हमने बैंक सेट किया फिर उस बैंक में हमने R0 रजिस्टर सेट किया हम यह मान 3C R0 में डाल रहे हैं और फिर यह मूवमेंट कर रहे हैं तो यह आंतरिक मेमोरी ऑपरेशन के लिए है इसलिए आंतरिक मेमोरी जब आप indirect मोड में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं इसलिए यदि आप indirect मोड में बाहरी मेमोरी का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इस DPTR रजिस्टर का उपयोग करना होगा इसलिए निर्देशों का यह जोड़ा मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को A रजिस्टर में 9000 कर देगा और 9000 एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन है तो हम सबसे पहले उस DPTR रजिस्टर का मूल्य 9000 मोव करते हैं तो DPH 90 हो जाता है DPL को 00 मिलता है तो DPTR जोड़ी को 9000h मिलता है और फिर हम MOVX A DPTR कहते हैं इसलिए यह बाह्य मेमोरी और मेमोरी लोकेशन 9000 तक पहुंच जाएगा जहां से सामग्री अक्सुमुलेटर A पर आ जाएगी इसलिए आंतरिक मेमोरी एक्सेस के लिए MOVX की अनुमति नहीं है इसी तरह MOV को बाहरी मेमोरी एक्सेस की अनुमति नहीं है तो यह X यह चिन्हित करेगा कि एक प्रोसेसर बाहरी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है रजिस्टर इंडिरेक्ट मोड स्रोत और गंतव्य पते आधार पते का योग है कुछ समय अक्सुमुलेटर को एक सूचकांक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है MOV DPTR4000h DPTR 4000 हो जाता है MOV A 5 और फिर हम MOVC A ADPTR कहते हैं इसलिए अक्सुमुलेटर की वर्तमान सामग्री 5 है इसलिए इस DPTR मान को इसमें जोड़ा जाएगा तो इस तरह से हमें 4005 का मान मिलता है और फिर वहाँ हम अक्सुमुलेटर A में बाह्य प्रोग्राम मेमोरी का मान प्राप्त कर रहे हैं तो यह तब उपयोगी होता है जब आप किसी प्रकार की lookup टेबल देख रहे हों तो क्या होता है कि जब भी हम कुछ लुकअप टेबल रखते हैं तो शायद हमें कुछ फ़ंक्शन f और x के विभिन्न मूल्यों के लिए मिला है हमें एक टेबल मिला है तो यह x है और यह f है तो यह 0 1 2 3 है इसलिए कुछ मान 100 तक कहते हैं हमने मूल्यों की गणना की है और उन मूल्यों को A में संग्रहीत किया गया है इसलिए ये विभिन्न मूल्य हैं इसलिए प्रोग्राम लिखते समय कोड को अलग से लिखने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम memory का एक हिस्सा लेते हैं और फिर वहाँ हम विभिन्न स्थानों पर इस फ़ंक्शन के मूल्यों को लिखते हैं पहले स्थान को फ़ंक्शन f का मान मिला है फिर अगला एक f पर है अगला एक है f यह आम तौर पर तब उपयोगी होता है जब उदाहरण के लिए आप कुछ फ़िल्टरिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं जहाँ ये संकेत नमूने फ़िल्टर गुणांक द्वारा गुणा किए जाते हैं तो फ़िल्टर गुणांक तय हो गए हैं जो बदलने वाले नहीं हैं तो वे फिल्टर गुणांक हो सकते हैं इस प्रकार की लुकअप तालिका में संग्रहीत किया जा सकता है अब चूंकि ये मूल्य बदलने वाले नहीं हैं इसलिए कुछ अर्थों में हम कह सकते हैं कि वे कोड का हिस्सा हैं इसलिए हम जो करते हैं वह आपके प्रोग्राम में मौजूद हो सकता है जो आप लिख रहे हैं तो यह प्रोग्रामों का एक हिस्सा हो सकता है उसके बाद हमें मुख्य प्रोग्राम मिला है लेकिन इस पूरी चीज को प्रोग्राम के रूप में माना जा सकता है अब आपको कुछ ऑपरेशन करने के लिए इन स्थानों की सामग्री तक पहुंचने की आवश्यकता है अब यह विशेष उदाहरण जो हमारे यहाँ है वह क्या कर रहा है तो किसी भी तरह मान लें कि यह बाहरी मेमोरी स्थान से 4000 पर संग्रहीत है तो 4000 4001 उस तरह इसलिए हम पाँचवें मान तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं तो f हम स्थान का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि f का मान है तो इस 4000 के साथ हम 5 जोड़ते हैं जो इस विशेष पते पर आएगा और फिर MOVC A ADPTR इसलिए यह निर्देश क्या करता है तो DPTR के साथ A रजिस्टर का मान जोड़ा जाएगा और इस पूरी बात पर है इस पूरे पर है तो वह शब्दार्थ है इसलिए यह मान 4005 हो जाता है इसलिए मेमोरी लोकेशन 4005 कंटेंट अक्सुमुलेटर पर आ जाता है तो इस तरह आप इस स्थान की सामग्री प्राप्त करते हैं तो यह बहुत उपयोगी है जब आपको बाहरी मेमोरी में सरणियों के रूप में संग्रहीत इस प्रकार का लुक टेबल मिला है और फिर आप इसे अपने कोड में उपयोग कर सकते हैं तो इस प्रयोजन के लिए इस बारे में सोचा गया है और चूंकि इन माइक्रोकंट्रोलर्स का उपयोग एम्बेडेड एप्लिकेशन के लिए किया जाता है इसलिए कई बार हमें इस प्रकार की स्थिति मिली है तो शायद हमारे पास कुछ जटिल कार्य है इसलिए हालांकि हर बार इसकी गणना करना मुश्किल है इसलिए यह किया जाता है कि उन्हें केवल एक बार डिज़ाइन समय पर गणना की जाती है और मूल्यों को लुकअप टेबल के रूप में रखा जाता है और यह कोड का एक हिस्सा बन जाता है तो यह किया जा सकता है तो अगला एक और देखें तो हमारे पास यह PC भी हो सकता है यह आधार पता DPTR या प्रोग्राम काउंटर हो सकता है इसलिए हमने एक उदाहरण देखा है जहां आधार पता DPTR है तो यह एक और है अन्य संभावनाएं जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर PC के संबंध में हैं वे MOVC AAPC हैं पहले हम MOV A5 लिखते हैं फिर हम MOVC AAPC लिखते हैं इसलिए इस स्थान पर PC का मान 1003 है तो यह memory स्थान 1008 रहा होगा इसलिए इस निर्देश के बाद PC मान 1003 का सामना करना पड़ा है इसलिए 1003 के साथ यह 5 जोड़ा जाएगा तो यह 1008 हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास A रजिस्टर में यह 1008 दूरस्थ स्थान सामग्री उपलब्ध हो सकती है तो यह MOVC निर्देश आंतरिक कोड मेमोरी पढ़ सकता है तो इस तरह से यह वहां से मूल्य प्राप्त कर सकता है फिर A रजिस्टर इसे डायरेक्ट और रजिस्टर मोड द्वारा एक्सेस किया जा सकता है तो डायरेक्ट और रजिस्टर मोड दोनों का उपयोग किया जा सकता है इसलिए इन तीन निर्देशों में विभिन्न प्रकार के कोड के साथ एक ही कार्य है इस A रजिस्टर का पता E5 है इसलिए हमारे पास यह MOV A00 हो सकता है तो यह E500 के रूप में कोडित है फिर MOV acc00h तो यह भी एक अलग प्रारूप 8500E0 में कोडित है और इसी तरह यह MOV 0e000 h है तो यह वास्तव में अक्सुमुलेटर है इसलिए भी e0 A रजिस्टर का पता है इसलिए ये सभी समान हैं तो यह निर्देश और यह निर्देश वे समान हैं और यह इस निर्देश के साथ शब्दशः समान है हालांकि यहाँ निर्देश का आकार 2 बाइट है और यहाँ तीन बाइट्स हैं लेकिन शब्दार्थ वे समान हैं इसी प्रकार ये तीन निर्देश MOV A R1 तब MOV acc R1 और MOV 0e0h r1 वे सभी समान हैं इसलिए जैसा कि हमने कहा कि e0 अक्सुमुलेटर रजिस्टर का पता है तो यह जिस तरह से रहता है यह उसी के समान है तो इन सभी निर्देशों का उन्हें एक ही अर्थ मिला है कुछ अन्य विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर जैसे B रजिस्टर इसका उपयोग प्रत्यक्ष मोड में गुणा और विभाजन ऑपरेशन को छोड़कर किया जा सकता है इन दोनों निर्देशों का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है तो यह MOV B00h तो यह कोड 8500F0 है तब MOV 0f0h 00h इसलिए यह भी समान है लेकिन उनके अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं तो ये सभी समान होंगे B को f0 के रूप में कोडित किया गया है तो यह f0 यहाँ आता है तो यहाँ भी एक ही बात है तो दो निर्देशों का एक ही अर्थ है फिर P0 से P3 इसलिए उन्हें MOV P0 A जैसे direct पते के रूप में उपयोग किया जा सकता है इसलिए हमारे पास यह P0 रजिस्टर हो सकता है जिसमें पता स्थान 80h हो तो यह F580 है तब हमारे पास यह निर्देश हो सकता है जो F580 भी होगा लेकिन यहाँ h का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है फिर हमारे पास MOV P0 P1 भी हो सकते हैं इसलिए यह P0 80 है और P1 90 है इसलिए MOV P0 P1 तो यह एक 3 बाइट अनुदेश बन जाता है तो ये P0 से P3 हैं इसलिए हम उन्हें direct पते के रूप में उपयोग कर सकते हैं फिर PCON TMOD PSW जैसे अन्य SFRs का उपयोग किया जा सकता है तो सभी विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर जैसे कि अक्सुमुलेटर B PCON आदि वे नाम और direct पते द्वारा सुलभ हैं लेकिन दोनों को direct पते के रूप में कोडित किया जाना चाहिए इसलिए assembly भाषा प्रोग्राम में लिखते समय इसलिए हम उन्हें नाम या direct पते के रूप में लिख रहे हैं लेकिन जब मशीन कोड उत्पन्न होता है तो उन्हें केवल direct पते के रूप में कोडित किया जाता है यह स्पष्ट है अगला हम ADD A3dh जैसे immediate addressing में देखते हैं इसका मतलब है A रजिस्टर के साथ हम मान को 3d में जोड़ना चाहते हैं तो यह निर्देश एक 2 बाइट अनुदेश है जहां पहला बाइट ओप कोड है और ADD A के लिए ओप कोड 24 है फिर तत्काल जोड़ें तत्काल मूल्य हमारे पूर्ववर्ती के लिए होगा आप ओप कोड का पालन करेंगे तो यह 3 d तत्काल डेटा है फिर direct एड्रेसिंग में इसलिए आपके पास MOV R30E8h हो सकता है इसका मतलब है कि मेमोरी लोकेशन 0E8h की सामग्री रजिस्टर R3 पर आ जाएगी MOV R3 का यह Op कोड AB है और पता E8 है इस पते E8 में vlaue 8 है इसलिए यह दूसरा बाइट आएगा तो हम इस तरह से direct addressing कर सकते हैं तो यह रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के लिए निर्देश प्रारूप है तो यह ओप कोड होगा और तीन बिट्स होंगे जो रजिस्टर की पहचान करेंगे तो यह MOV A इसलिए इन सभी प्रकार के निर्देशों को उन्हें E कहने और फिर इस तरह कोड प्राप्त हुआ है तो ये पहले 5 बिट MOV A के लिए तय किए गए हैं और फिर अगले तीन बिट्स रजिस्टर R0 R1 R2 तक R7 की पहचान करेंगे तो इस तरह से यह ऑप कोड कोडिंग की जाती है उसी तरह ADD A को कोड मिला है जैसे ही 5 बिट्स आएंगे और यह 2 हो जाएगा तो यह अंतिम विन्यास आएगा जहां ये बिट्स वास्तव में 0010 हैं यह 4 बिट 0010 होगा और उसके बाद हमारे पास 1111 होगा क्योंकि यह R7 है तो इस तरह ये 3 बिट्स 7 के अनुरूप होंगे और यह 00101 ADD A के लिए op कोड होगा तो इस तरह हम अलग अलग निर्देशों के लिए अलग अलग कोडिंग कर सकते हैं इसलिए उन्हें एकरूपता मिल गई है तो यह इस प्रारूप में होगा दूसरे छोर पर अगर हम इस रजिस्टर के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि R0 और R1 जैसे केवल दो रजिस्टर की अनुमति है तो हमारे पास i 0 के बराबर या i 1 के बराबर हो सकता है तो 1 बिट अंत में यह पहचानने के लिए पर्याप्त है कि यह R0 या R1 है इसलिए जब आप कहते हैं कि MOV A R1 जिसे E7 के रूप में कोडित किया गया है तो इसी प्रकार MOVC A A dptr को 93 के रूप में कोडित किया गया है तो इस MOVC A A PC को 83 के रूप में कोडित किया जाएगा तो इस तरह से यह किया जाएगा MOVX DPTR A इस चीज को एक्सेस करेगा फिर हमें relative addressing मिला है इसलिए relative addressing एक श्रेणी है जो कि jump निर्देश के संदर्भ में आएगा इसलिए यदि हम इस jump या इस JMP निर्देश को देखते हैं सामान्य तौर पर इन सभी jump ऑपरेशन्स के साथ जो हमारे पास होते हैं यदि आप किसी भी प्रोसेसर को देखते हैं तो निर्देश jump के लिए कुछ ऑप कोड की तरह होते हैं और फिर उस पते पर जाएं जहां आप कूदना चाहते हैं इसलिए विशिष्ट उदाहरण कहते हैं कि 8085 में हमने 2000h की छलांग लगाई है इसलिए यह वही है जो प्रोग्राम काउंटर को मूल्य 2000 के साथ लोड करता है इसलिए निष्पादित किया गया अगला निर्देश स्थान 2000 पर संग्रहीत किया गया है इस jump में हमारे पास विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण हो सकते हैं एक वर्गीकरण कार्यक्षमता से है जो सशर्त बनाम बिना शर्त है तो यह हमने देखा है Refer Time 2018 ० पर कूदना पसंद है ० पर कूदें तो वे सशर्त कूद रहे हैं और हमें JMP instruction की तरह बिना शर्त कूदना है इस छलांग का एक और वर्गीकरण इस अब्सोलुटेjump और रिलेटिव jump की तरह हो सकता है तो यह क्या है वर्तमान में मान लें कि हम निष्पादित कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन 1000 पर और यहाँ से मैं लोकेशन 1500 पर जाना चाहता हूँ वहां जंप इंस्ट्रक्शन लगाएं इसलिए कि अगला निर्देश निष्पादित किया गया है स्थान 1500 पर निर्देश है अब यह ठीक है तो निष्पादन ठीक होगा तो यहाँ क्या हो रहा है मैं विशेष रूप से बता रहा हूं कि गंतव्य का पता क्या है गंतव्य का पता सीधे निर्दिष्ट है एक ही काम करने का एक अन्य तरीका यह बताना है कि यह प्लस 500 स्थानों से कूद रहा है इसलिए वर्तमान में मैं 1000 पर हूं इसलिए अगर मैं प्लस 500 कहता हूं इसलिए वर्तमान स्थान के संबंध में आप 500 स्थानों से आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि 500 स्थानों से आगे बढ़ें इस एक को निष्पादित करने के बाद या यह एक ही प्रभाव है तो यह केवल इस पते पर आता है लेकिन हम जिस तरह से बता रहे हैं वह अलग है इसी तरह आप कह सकते हैं कि माइनस 400 जंप कर सकता है ताकि आप निष्पादन में 600 तक वापस जा सकें तो इस तरह हम आगे और पीछे दोनों छलांग लगा सकते हैं तो इस प्रकार के कूद को रिलेटिव कूद के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये लक्ष्य पता वर्तमान पते के रिलेटिव निर्दिष्ट है वर्तमान पते के रिलेटिव हम बता रहे हैं कि आप कहां कूदना चाहते हैं अब ये सारी बातें क्यों यह रिलेटिव छलांग तस्वीर में क्यों आ रही है ऐसा क्यों है महत्वपूर्ण हो सकता है या सभी उपयोगी हो सकता है तो यह इस तरह है मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है वहाँ एक निर्देश की तरह है यहाँ 1500 jump या 1500 यहाँ कहीं है और यह प्रोग्राम 0 स्थान पर शुरू हो रहा है अब अगर यह मेरा अंततः कंप्यूटर भौतिक मेमोरी है और अगर मैं मान लेता हूं कि प्रोग्राम को स्मृति स्थान 0 से लोड किया गया है अगर मुझे लगता है कि प्रोग्राम को स्मृति स्थान 0 से लोड किया गया है तब यह छलांग ठीक है तो यह यहाँ लोड किया गया है इसलिए जब यह इस विशेष निर्देश की बात आती है तो यह जम्प 1500 निष्पादित करता है इसलिए यह 1500 स्थान पर जाता है लेकिन अगली बार जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो स्थान 0 से लोड होने के बजाय मान लीजिए कि प्रोग्राम 5000 से ऊपर की ओर से लोड किया गया है प्रोग्राम 5000 जगह से लोड किया जाता है फिर क्या होता है क्या यह कूद जाएगा यह 1500 पता 1500 नहीं है यह मूल रूप से 6500 है इसलिए फिर से मुझे इस प्रोग्राम में सुधार करना होगा तो यह 6500 तक कूदना चाहिए इसलिए यदि आप absolute jump का उपयोग कर रहे हैं तो हर बार प्रोग्राम को एक अलग पते से लोड किया जाता है इस jump address को ठीक किया जाना है लेकिन अगर यह relative jump है इसलिए यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यहां मैं जम्प 1500 नहीं बता रहा हूं जो मैं बता रहा हूं वह प्लस 500 द्वारा जंप किया गया है इसका मतलब है वर्तमान स्थान के संबंध में तो आप 500 स्थानों से आगे कूदते हैं और यह यहाँ भी सच है और यहाँ भी यह सच है इसलिए कोई अंतर नहीं है यह तब भी होगा जब प्रोग्राम 0 पते की तुलना में किसी भिन्न पते से लोड किया गया हो तो यह प्रोग्राम रिलोकेशन नामक किसी चीज़ में मदद करता है यह relative jump प्रोग्राम स्थानांतरण की प्रक्रिया में मदद करती है यह प्रोग्राम एक अलग पते से लोड किया जा सकता है अगली बार इसे मेमोरी में लोड किया जाता है तो इस तरह से यह relative jump उपयोगी होने जा रहा है इसलिए इन प्रोसेसरों से उन्हें इस relative jump को पेश किया गया है ताकि हम इस रिलोकेशन जॉब को आसानी से कर सकें जैसे जब आप किसी जटिल प्रणाली के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें इन कई उपयोगकर्ता प्रोग्रामों को मेमोरी में लोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि हमेशा प्रोग्राम एक ही पते से लोड किया जाएगा तो यह relative jump इस तरह होगी यह एक 11 बिट है यह SJMP निर्देश है SJMP और वह पता जहां आप कूदना चाहते हैं तो यह SJMP इस relative address के बाद ऑप कोड है और यह relative पता 128 की श्रेणी से 127 तक है इसलिए आप वर्तमान स्थान से 256 स्थानों के भीतर कूद सकते हैं तो आप अधिकतम 128 बाइट्स वापस जा सकते हैं और आप सबसे अधिक 127 बाइट्स पर आगे आ सकते हैं आपके पास इस SJMP के लिए मशीन कोड 80 है और फिर यह ऊपर की ओर यह relative address माइनस 2 हो सकता है इसलिए माइनस 2 को FE के रूप में कोडित किया गया है तो वास्तव में यदि आप इस निर्देश को इस SJMP की कोडिंग में देखते हैं तो यह एक 2 बाइट का निर्देश है इसलिए यदि इस निर्देश का पता स्थान 1000 पर है तो इस स्थान पर 1000 के लिए कोड का ऑप कोड भाग होगा तो यह op कोड भाग है और स्थान 1001 में यह relative address भाग होगा दूसरा भाग तो पहला यह है और दूसरा बाइट यह है यदि आप 1000 के स्थान पर मेमोरी में देखते हैं तो आपको ओपकोड का पहला बाइट मिला है और 1001 के स्थान पर आपको दूसरा बाइट इस मान से मिला है अब उसके बाद PC मान 1002 हो जाता है अब जब यह निर्देश प्रोसेसर द्वारा सामना किया गया है इसलिए PC मान 1002 के बराबर है इसलिए वहां से हम SJMP में वापस जाना चाहते हैं और यहां 1000 है इसलिए 1002 से हम 1000 तक वापस जाना चाहते हैं इसलिए हमें दो स्थानों पर वापस जाने की आवश्यकता है तो यह relative address माइनस 2 के बराबर हो जाता है इसलिए इसे कोड करते समय इसलिए पहला बाइट इस SJMP 80 के लिए कोड होगा और दूसरा बाइट माइनस 2 होगा इसलिए जब इस निर्देश को वर्तमान PC मान के साथ 1002 के बराबर निष्पादित किया जाता है जिसके साथ यह माइनस 2 जोड़ा जाएगा और यह 1000 पर स्थित होगा यह इस SJMP की कोडिंग है यहाँ यह निर्देश 80 FE होगा और FE मान शून्य से 2 के बराबर है इसी तरह हमारे पास कुछ अन्य absolute addressing हो सकते हैं इसलिए हम उस absolute addressing को देखेंगे वहाँ sjmp ajmp और ljmp प्रकार के निर्देश हैं जो हम बाद में देखेंगे